नमस्कार मैं आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी हूं और हम सेवा व्यवसाय के साथ साथ सेवा व्यवसाय के समकालीन मुद्दों और सेवा व्यवसाय के समकालीन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं यह हमारा सप्ताह नंबर 2 है और इस सप्ताह में हमारा पहला इकाई मॉड्यूल सेवा प्रबंधन तत्व एलिमेंट्स ऑफ सर्विसेज मैनेजमेंट के बारे में है लेकिन इससे पहले कि मैं आज के विषय पर एक बात करूं मैं पिछले सप्ताह के दौरान जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करता हूं उन पर थोड़ा पुनर्विचार करूंगा और आप ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए कहा है जो मैं करने जा रहा हूं पिछले हफ्ते मुख्य रूप से हमने सेवाओं के व्यापार के पूरे डोमेन का अवलोकन किया और एक संस्करण में हमने सेवा तर्क भी देखा जो आज एक लागू तर्क या एक लागू व्यापार दर्शन है यादुनिया भर में सामान्य रूप से नए व्यापार मॉडल बना रहा है लेकिन यह समझने के लिए कि सेवाएं क्या हैं हम सेवा की मूल या शास्त्रीय परिभाषा के प्रकार से स्थानांतरित हो गए जहां सेवा को कुछ हद तक हीन वर्ग माना जाता था जो प्रकृति में क्षणिक था या आधुनिक प्रतिमान के लिए हानिकारक था जहां हम सेवा के लिए देखते हैं व्यापार करने का एक पसंदीदा तरीका माल के और ट्रांसफर आफ ओनरशिप के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना और नॉन ट्रांसफर ऑफ़ ओनरशिप दृष्टिकोण सेवाओं को इस फ्रेम वर्क में पांच व्यापक श्रेणियों में परिभाषित करता है इनमें से किसी भी दो या अधिक को विभिन्न प्रकार की सेवाओं को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है नई सेवाओं के साथ साथ इन पांच ब्लॉकों के संदर्भ में मौजूदा सेवाओं को समझ सकते हैं उदाहरण के लिए संविदा माल और सेवाएं कॉन्ट्रेक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज contractual goods and services तो कूरियर सेवाओं या सेवाएं जैसे कि तीसरे पक्ष की रसद थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स आपके अपार्टमेंट में बिजली या पाइप्ड गैस सर्विस ये सभी संविदा माल और सेवाओं का उदाहरण हैं जहां अनुबंधित सामान या सेवाओं का एक संयोजन आपके लिए उपलब्ध हो सकता है या यह सिर्फ सेवा हो सकता है या यह सिर्फ माल हो सकता है और यह एक ब्लॉक है दूसरे ब्लॉक को स्थान और जगह के किराये के रूप में परिभाषित किया गया है एक अपार्टमेंट को किराए पर लेना एक पूरी इमारत को किराए पर लेना किसी कारखाने अपने होटल के कमरे को किराए पर लेना इन सभी को परिभाषित स्थान और जगह किराये के उदाहरण हैं फिर से जैसा कि आप इस फ्रेम वर्क में देख सकते हैं हम इसे जोड़ सकते हैं और इसलिए यह किराए पर ली गई एक बाहरी स्रोत से किए गए विनिर्माण आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग outsourced manufacturing सुविधा की तरह हो सकता है जिसमें कुछ प्रकार के सामानों की आपूर्ति या कुछ प्रकार के घटकों की प्रोसेसिंग के लिए कुछ संविदात्मक कॉन्ट्रेक्चुअल शर्तें शामिल हैं फिर श्रम और विशेषज्ञता अनुबंध लेबर एंड एक्सपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट labor and expertise contracts हमारे देश के संदर्भ में एक उच्च विकास उद्योग क्षेत्र का अनुबंध करती है उदाहरण के लिए ये सभी सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग विभिन्न प्रकार की ज्ञान सेवा आउटसोर्सिंग और इसी तरह इसलिए इसे हमने लेबर एंड एक्सपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट कहा है तो एक ऐसा संगठन हो सकता है जो यूरोप में चल रहा है लेकिन उनके ज्ञान का काम या उनकी विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि की जानकारी का प्रसंस्करण भारत में गुड़गांव में या बैंगलोर में या फिलीपींस में या श्रीलंका में किया जा सकता है तो ये लेबर एंड एक्सपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट हैं और ये शारीरिक रूप से लोगों के माध्यम से कहीं और जाने वाले लोगों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या इसे इस ब्लॉक के साथ प्रणाली सिस्टम और संजाल नेटवर्क के उपयोग और उपयोग के साथ जोड़ा जा सकता है इसलिए यह हमारी मोबाइल फोन सेवा या इंटरनेट सेवा की तरह है और यदि आप इस ब्लॉक को जोड़ते हैं तो आप सेवा की एक नई श्रेणी बना सकते हैं जो किसी ज्ञान कार्य की दूरस्थ डिलीवरी या सॉफ्टवेयर सेवा की दूरस्थ डिलीवरी या दूरस्थ वितरण है इंटरनेट आधारित क्लाउड आधारित डेटा प्रोसेसिंग डेटा वेयरहाउसिंग डेटा एनालिटिक सेवाएं इसलिए विभिन्न प्रकार की नई सेवाएँ हैं जिन्हें इन पाँच ब्लॉकों के संदर्भ में समझा जा सकता है या ये पाँच ब्लॉक हमें नए सेवा व्यवसाय के विचारों और मॉडल को उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं और भौतिक वातावरण को साझा करने के लिए यह एक स्विमिंग क्लब या जिम या स्पा की सदस्यता की तरह है या इसमें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को समझा जा सकता है तो ये पांच ब्लॉक मुख्य रूप से हमें वस्तुओं के अवर वर्ग के एक सेट के रूप में पारंपरिक तरीके से देखने के बजाय सेवाओं को देखने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करते हैं जो कि अमूर्त और नाशवंत और विषम और अविभाज्य हैं आदि इन विषयों में हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे सेवाओं की इन विशेषताओं पर हम इस सप्ताह के दौरान दूसरे सप्ताह में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे अब मैं दूसरे पॉइंट को देखता हूं जिस पर आप में से कुछ ने स्पष्टीकरण मांगा है ये सेवाओं का लक्षण वर्णन है यह एक सरल 2 है 2 मैट्रिक्स सेवाओं की चार श्रेणियां खडे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यहां हमारे पास मूर्त क्रिया और अमूर्त क्रिया है और क्षैतिज अक्ष पर हमारे पास लोग और अधिकार पोसेशन possession हैं इसलिए यदि लोगों पर मूर्त क्रिया की जाती हैं तो यह एक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की तरह हो सकती है आपके दंत चिकित्सक की यात्रा ये लोगों पर मूर्त क्रिया के तत्व हैं मूर्त क्रियाए अपने कब्जे के चिजो पर भी की जा सकती हैं जैसे कि आप अपनी कार को रिफिलिंग के लिए गैस स्टेशन पर जाएं इसलिए यह कहा कि मूर्त क्रिया एक स्थिति पर प्रदर्शन किया है इसलिए ये सेवाओं को वर्गीकृत करने के दो दिलचस्प तरीके है इसी तरह यदि आप अमूर्त क्रिया को देखते हैं तो लोगों के दिमाग में निर्देशित अमूर्त क्रिया सेवाएं होती हैं उदाहरण के लिए यह सत्र जो हम कर रहे हैं यह एक अमूर्त क्रिया है कोई भौतिक विनिमय नहीं है कोई स्पर्श और अनुभव नहीं है कोई हैंड शेक नहीं है लेकिन फिर भी हमारे यहां माइंड शेक है इसलिए हमारे पास अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भौतिक प्रस्तुतियाँ और गैर भौतिक प्रस्तुतियाँ हैं अब हम विभिन्न प्रकार की ग्राहक शिक्षा विभिन्न प्रकार की बुनियादी शिक्षा तकनीकी शिक्षाएँ शिक्षा का विशेषज्ञ बना सकते हैं हम विपणन संचार कर सकते हैं उदाहरण के लिए टीवी विज्ञापन ये सभी लोगों के दिमाग में निर्देशित अमूर्त क्रिया है मानसिक उत्तेजना निर्माण की तरह और फिर हमारे पास सूचना पर अमूर्त क्रिया है जो अपने आप में एक तरह की स्थिति है लेकिन एक सूचना अमूर्त क्रिया का मतलब है जैसे लेखांकन बैंकिंग आदि इसलिए ये उन सेवाओं को वर्गीकृत करने के चार तरीके हैं जिनकी हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी हमने सेवाओं को देखने और उन्हें वर्गीकृत करने के एक अन्य तरीके पर भी चर्चा की अब हम कम संपर्क और हाय कांटेक्ट के बारे में बात करेंगे उच्च संपर्क सेवाएं का मतलब है कि सेवा व्यक्तिगत के साथ मुठभेड़ और सगाई इनकाउंटर एंड इंगेजमेंट पर जोर देना इसलिए सेवा उपभोक्ता और सेवा प्रदाता वे हाय कांटेक्ट सेवाओं के मामले में गहन संपर्क में हैं तो नर्सिंग होम जहाँ आप इलाज करवा रहे हैं या आप किसी तरह की जाँच के लिए गए हैं जाहिर है इसका मतलब है कि आपके और नर्स और डॉक्टर के बीच गहन जुड़ाव होगा इसलिए यह हाय कांटेक्ट का एक अच्छा उदाहरण है या यदि आप एक चार सितारा होटल में रह रहे हैं या आप एक शास्त्रीय यात्रा करने के लिए गए हैं तो आप बहुत प्रसिद्ध रेस्तरां जाते हैं इन सभी मामलों में आपके बीच सेवा उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के रूप में उनके बीच बहुत बातचीत होगी और साथ में बेशक आप मूल्यों की विभिन्न प्रकार की धाराएँ बनाएंगे तो यह हाय कांटेक्ट है और जाहिर है इसलिए कम संपर्क सेवाएं कम संपर्क low contact उदाहरण के लिए केबल टीवी है यदि यह मूल रूप से आप एक सेवा उपभोक्ता और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर केबल एंटीना के बीच में बातचीत और लेकिन यह आज के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है और यह कम संपर्क का एक उदाहरण है इसका मतलब है कम मानवीय संपर्क लेकिन महत्वपूर्ण सेवा हो सकती है तो आपकी फोन सेवा आपकी इंटरनेट सेवा आपकी केबल टीवी सेवा ये सभी कम संपर्क के उदाहरण हैं लेकिन कम महत्व नहीं है यह बहुत अधिक महत्व वाली सेवा हो सकती है तो ये इंटरनेट आधारित सेवा इंटरनेट बैंकिंग केबल टीवी ये सभी कम संपर्क के उदाहरण हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कम संपर्क का मतलब कम महत्व नहीं है या हाय कांटेक्ट का मतलब उच्च महत्व नहीं है वे मूल रूप से सेवा व्यक्तिगत और इस सेवा उपभोक्ता के बीच जुड़ाव के स्तर का संकेत दे रहे हैं बेशक आमतौर पर इनमें से कई उदाहरणों में जो आप आरेख के इस तरफ देखते हैं आरेख के उच्च पक्ष उच्च संपर्क भी उच्च सामग्री को निरूपित कर सकते हैं इसका मतलब है कि बहुस्तरीय सामग्री इसलिए हम आज इस सत्र में इस पर चर्चा करेंगे कि इन उच्च संपर्क सेवाओं में से एक में कितने तत्व शामिल हैं और इसलिए ग्राहकों की धारणा कई स्तरों पर उत्पन्न होती है यह एक अन्य पॉइंट है जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की और उससे पहले आपने इस विस्तार के बारे में भी चर्चा की कि हम विपणन मिश्रण मार्केटिंग मिक्स को क्या कहते हैं सामान्य तौर पर हम इस चार तत्वों के बारे में सोचते हैं जो कि उत्पाद स्थान और समय है वितरण योजना और प्रणाली और मूल्य और पदोन्नति और ग्राहक शिक्षा है लेकिन जब सेवा की बात आती है तो हमने तीन अन्य आयाम जोड़े हैं जो सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनकी हमने पिछले सप्ताह एक सत्र में चर्चा की थी सेवा की प्रक्रिया भौतिक वातावरण जो वहां है और जो लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं वे लोग जो सेवा में उपभोक्ता या सेवा प्रदाता या तीन अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में भाग ले रहे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए एक विपणन रणनीति सेवाओं के विपणन के लिए संसाधनों का आवंटन और यही कारण है कि हम इसे इन तत्वों के तहत रखते हैं इसलिए हमने अभी बताया कि पारंपरिक चार P की सेवाओं के बजाय हम सात P के बारे में सोचते हैं फिर हमने सेवाओं को देखने के इन दो महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बात की एक समग्र प्रणाली सिस्टम दृष्टिकोण का अर्थ है एक अभिन्न दृष्टिकोण व्यापार को अदृश्यभूमिगत कक्षतुकडो के रूपमे नही बल्कि इसे समग्र रूप में देखना और हम आपको इस प्रसिद्ध फ्रांसीसी शोध से परिचय कराते हैं जिसका अर्थ है सेवा और उत्पादन और हमने कहा कि एक फ्रंट स्टेज है और सर्विस में एक बैक स्टेज है लेकिन एक रेस्तरां की तरह सफल होने के लिए सामने सर्वर हो सकता है स्टूवर्स लेकिन यह फ्रंट तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि यह बैक द्वारा अच्छी तरह से समर्थित न हो जो कि किचन या अकाउंटिंग वगैरह हो सेवा के मामले में हमने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि यह आरेख इस पूरी सेवा प्रणाली के बारे में और विस्तार से बताएगा यह वास्तव में एक होटल सेवा है हमने सेवा नक्शा सर्विस ब्लू प्रिंट भी प्राप्त किया है इसका मतलब है एक तरह से यह उन सभी तत्वों को प्रदर्शित करता है जो सेवा में हैं और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि बातचीत की यह रेखा प्रदान की गई है तो यह सर्व्क्शन सिस्टम का फ्रंट स्टेज है और यह ऑन स्टेज है और इसके पीछे यह बैक स्टेज है इसलिए जब आप होटल पहुंचते हैं तब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं या आप अपना बैग घंटी वाले को दे देते हैं या प्रक्रिया की जाँच होती है या आप होटल के कर्मियों के साथ अपने कमरे में जाते हैं और आपको अपने बैग मिलते हैं अब ये सभी दृश्यमान डोमेन में हो रहे हैं इसे ही हम फ्रंट स्टेज कहते हैं जहाँ आप ऐसे लोगों को जानते हैं जहाँ आपको शुभकामनाएँ अपने बैग बैग की डिलीवरी कमरे की डिलीवरी कमरे में भोजन या चेक आउट की प्रक्रिया ये सभी मंच पर शामिल हैं तो मंच पर एक सामने मंच है और फिर एक पिछला चरण है जहां भोजन की तैयारी या कंप्यूटर सिस्टम में आपका पंजीकरण जब आप चेक आउट कर रहे हैं तो ये सभी हो रहे हैं तो एक तरह से यह समझना महत्वपूर्ण है कि यहाँ वृहद स्तर पर सेवाओं की कल्पना की जानी चाहिए और उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए कुल प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया जाना चाहिए और कभी भी केवल इस बात के संदर्भ में नहीं कि कमरों की व्यवस्था कैसे होगी या भोजन कैसे होगा वितरित किया जाना है यह समग्र का एक साथ हिस्सा होना है क्योंकि ग्राहक की धारणा बहुस्तरीय है हालांकि प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है लेकिन ग्राहक के दिमाग में अंततः क्या मायने रखता है यह कुल अनुभव है जो सेवा द्वारा उत्पन्न होता है यह कुल अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है जिसके परिणामस्वरूप हम सेवा थियेटर रूपक के मामले में रंगमंच के रूपक को भी देखते हैं और इसलिए हम वास्तव में कहते हैं कि दो सेवा का एक निश्चित सुसंगत स्तर प्रदान करते हैं यह महत्वपूर्ण है कि सेवा व्यक्तिगत उनकी भूमिकाओं की सीमाओं को समझें और जहां भूमिकाएं वास्तव में ओवरलैप होंगी और उनकी भूमिकाओं की प्रकृति और सीमा खर्च होगी और लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इसलिए वे जानते हैं कि किसी आपात स्थिति में या अप्रत्याशित स्थिति के मामले में स्क्रिप्ट में आवश्यक विविधता को कैसे संभालना है हम इस पुनर्प्राप्ति तंत्र और अप्रत्याशित स्थितियों पर चर्चा करेंगे इस प्रकार आज के विषय मे एक सेवा प्रणाली के तत्व इस बात के सभी उत्तर होंगे कि आप w और h प्रश्नों को कैसे जानते हैं जैसा कि हम कहते हैं इसका मतलब है कि सेवा प्रणाली कैसे लागू की गई है इसमें कौन लोग शामिल हैं किस तरह की तकनीक है किस तरह के उपकरण हैं किस तरह के लेआउट हैं कब क्या प्रक्रिया है ये w और h प्रश्न हैं जिन्हें समझने के लिए पूछना चाहिए सेवाओं के तत्व क्या हैं अगली स्लाइड में एक सूची दी गई है उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धी सेवा डिजाइन के लिए तत्व सेवा की उपलब्धता की तरह हैं तो अब एक दिन जब जानते हैं 247 के रूप में अक्सर ऐसा समय होता है जब सेवा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्रदान की जाती है आज निश्चित रूप से कई अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं यहां तक कि सुपर मार्केट में खुदरा बिक्री में भी हमें 24 घंटे 7 दिन मिलते हैं इसका मतलब है कि वर्ष में 365 दिन 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन सेवा उपलब्ध है और यह वह तरीका है जिससे आपने वास्तव में प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाई है आप एक विशिष्ट स्थिति बनाते हैं इसी प्रकार आप जिस सुविधा के लिए स्टोर का स्थान जानते हैं उदाहरण के लिए यह सेट है कि कुछ कॉफी शॉप चेन कैफ़े हैं जो वे बड़े महानगरीय निवेश शहरों में हर कोने में उपलब्ध हैं और ऐसा ही होता है यह हमारी स्थिति में समान रूप से दिखाई देता है बॉम्बे दिल्ली और अन्य मेट्रो क्षेत्रों में आप कार्यालय क्षेत्र में हर कोने में व्यावसायिक क्षेत्र में हर कोने में कुछ कॉफी चेन पा सकते हैं इसलिए यह वास्तव में कैन पर केंद्रित है वास्तव में जैसा कि किसी ने निर्धारित किया है कि आज के खुदरा व्यापार में सफलत के लिए केवल तीन कारक हैं सुविधा सुविधा और सुविधा आमतौर पर इसका मतलब यह है कि यह कुछ प्रकार की सेवाओं में प्रतिस्पर्धी सेवा रणनीति का मुख्य केंद्र बन सकता है फिर कुछ अन्य प्रकार की सेवाओं में निर्भरता प्रतिस्पर्धी तत्व प्रमुख प्रतिस्पर्धी तत्व हो सकते हैं उदाहरण के लिए एयरलाइन सेवा के मामलों में समय पर उड़ान भरना अनुकूलन का मतलब है कि आप जानते हैं कि आप बैंकिंग का अनुभव देते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत है बैंकिंग व्यक्तिगत बैंकिंग को विशेषाधिकार देता है या जिसे वे प्रीमियर बैंकिंग अनुभव कहते हैं या यदि आप वास्तव में वेब पर हैं तो भी एक ग्राहक जो एक उच्च नेटवर्क ग्राहक नहीं हो सकता है लेकिन यहां तक कि ग्राहक को बहुत ही कम आर्थिक लागत पर प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव दिया जा सकता है तो अनुकूलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बनता जा रहा है तब निश्चित रूप से कीमत प्रतिस्पर्धी तत्व सेवा तत्व कीमत भी गुणवत्ता के लिए संकेत है जब हम मूल्य के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करते हैं तो सेवा की कीमत जो हम कहेंगे सेवा की अमूर्त प्रकृति के कारण अक्सर मूल्य संकेत देते हैं कि सेवा की गुणवत्ता और जो एक प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाने के लिए ठीक से लीवरेज किया जा सकता है यहां गुणवत्ता मैं पी माइनस ई लिखता हूं तो पी धारणा है और यह धारणा सेवा लेने के बाद ग्राहकों की धारणा है इसलिए हम इसे पोस्ट कन्सेप्शन कहते हैं और यह धारणा पूर्व कन्सेप्शन की उम्मीद को घटा देती है यदि आप सेवा के बाद की धारणा आपकी अपेक्षा से अधिक है जाहिर है आप संतुष्ट होंगे और यदि सेवा के बाद आपकी धारणा आपकी अपेक्षा से कम है तो आप संतुष्ट नहीं हैं इसलिए सेवा की गुणवत्ता ग्राहक संतुष्टि इस पी माइनस ई धारणा पर निर्भर करती है प्रतिष्ठा सोशल मीडिया के पूरे पहलू और वर्ड ऑफ़ माउथ सेवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इनटेंजिबल है इसलिए कई बार हम वास्तव में अन्य लोगों के अन्य समर्थन की तलाश करते हैं जिन लोगों पर हम विशेष रूप से भरोसा करते हैं जब हम एक विश्वसनीय उन्मुख सेवा का सामना करते हैं जिसकी हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी इसका मतलब है सेवा जहां तुरंत हमें परिणाम नहीं पता हो सकता है जैसे कि डॉक्टर उपचार या एक वकील प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है जो सेवा प्रतिस्पर्धी सेवा के निर्माण का एक मुख्य तत्व है और वे वास्तव में मीडिया वर्ड ऑफ़ माउथ बनाने का तरीका है जो आपकी प्रतिष्ठा के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाता है सुरक्षा इन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए बॉम्बे में ताजमहल होटल अब विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि आतंकवादी हमले के समय तथाकथित 2611 की घटनाओं में जिस तरह से आम कर्मचारियों ने कर्तव्य की पुकार से परे कार्य कर दिया था रेस्तरां में एक वेटर बाहर आया और अपने ग्राहकों के जीवन को बचाने के लिए अभिनव तरीके तैयार किए आतंकवादी हमले के नुकसान से ग्राहकों का बचाव किया और अपने ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने में उनकी मृत्यु हुई है उन गंभीर घटनाओं को पैदा किया है उस विश्व रिकॉर्ड जिसने एक जबरदस्त प्रतिष्ठा बनाई है जिसने एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनाई है जिसने ताजमहल होटल को सेवा संगठन के रूप में उच्च स्तर पर ले जानेका संकल्प लिया है और फिर गति और निश्चित रूप से गति के मुद्दे थोड़ा प्रासंगिक और आम तौर पर गति सेवा है यदि आप किसी फास्ट फूड रेस्तरां में जाते हैं यदि आप एक बढ़िया डाइनिंग रेस्तरां में गए हैं और हम किसी प्रिय के साथ गए हैं और हम परिवार के साथ या अपने पति के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताना चाहेंगे इसलिए और उस स्थिति में गति का एक अलग अर्थ होगा उस स्थिती की तुलना मे जब मैने ईडली डोसा रेस्तरां या बर्गर रेस्तरां का दौरा किया इसलिए इन सभी तत्वों के अलग अलग पहलू हैं और जैसा कि हम इस पाठ्यक्रम के साथ चलते हैं हम चर्चा करेंगे कि जब हमने इस प्रतिस्पर्धी सेवा तत्वों को तैनात किया तो हम उन्हें संयोजित करने के तरीके क्या हैं अलग अलग प्रासंगिक विविधताएं जो सामने आ सकती हैं अंत में यह निष्कर्ष निकालना चाहूंगा कि हम इस बात को महत्व देना चाहते हैं जिसे हम ग्राहक मूल्य समीकरण कहते हैं ग्राहक मूल्य समीकरण यह है कि अगर हमने इसे दो खंडों में विभाजित किया है तो शीर्ष पर हम सेवा की खपत और सेवा वितरण प्रक्रिया के बाद ग्राहक की धारणा है ये दोनों एक साथ हैं और ये कुछ हद तक अमूर्त हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये ठीक से प्रबंधित होना पड़ेगा इसलिए भले ही वे अमूर्त हों लेकिन आपके पास यहां उच्च स्तर उत्पन्न करने के कुछ पूर्वानुमान योग्य तरीके हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सेवा के बाद ग्राहक की धारणा और सेवा वितरण की प्रक्रिया एक साथ होने की कल्पना की जानी चाहिए इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए कीमत से बेहतर कुछ रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए ग्राहक ने सेवा प्राप्त करने की अन्य गैर मौद्रिक अन्य लागत का भुगतान किया है तो आपकी पार्किंग विशेष रेस्तरां तक पहुंचने में आसानी या उस कीमत में जो ग्राहक ने भोजन के बाद भुगतान किया है जो भोजन की ग्राहक धारणा माहौल संगीत लोगों के व्यवहार और सब कुछ सेवा वितरण प्रक्रिया से कम होना चाहिए इसलिए यदि यह इससे अधिक है तो हम जानते हैं कि हम उस रणनीति की तैनाती के रूप में एक प्रतिस्पर्धी सेवा रणनीति और प्रतिस्पर्धी सेवा व्यवसाय बनाने में सफल रहे हैं